हमने सेवाओं की गुणवत्ता से संबंधित विभिन्न गुणों पर चर्चा की और हमने सेवा पुनर्प्राप्ति की अवधारणा को प्रारंभ करके पिछले सत्र को समाप्त कर दिया और मैंने संक्षेप में चर्चा की थी कि एक ग्राहक संगठन के लिए पुनर्प्राप्ति की रणनीति कितनी महत्वपूर्ण है ताकि ग्राहक प्रसन्न और उत्कृष्टता के स्तर तक पहुंच सके और हम आज के सत्र से देखेंगे जहां हम सेवा शिकायतों और पुनर्प्राप्ति रणनीतियों से संबंधित इस पूरे मामले में गहराई से जानकारी देंगे हम देखेंगे कि यह वास्तव में संबंध बनाने की एक सीढ़ी है तथा इसका अंतिम उद्देश्य विपणन आपकी विपणन रणनीतिओं हेतु ग्राहक की सहायता प्राप्त करना है जिससे ग्राहक उनकी सिफारिश कर सकें तो यात्रा सेवाओं की गुणवत्ता से शुरू होती है जो आवश्यक है यात्रा ग्राहक खुशी से आरंभ होती है लेकिन हम इस तथ्य को पहचानते हैं कि सभी प्रयासों के पश्चात भी विफलताएं हो सकती हैं क्योंकि सभी सेवाएं एक प्रणाली के रूप में प्रदान की जाती हैं तो लोग हैं मशीनें हैं विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं हैं और प्रायः सेवाओं को एक संगठन के विभिन्न विभागों के योगदान समन्वित समकालीन डिलीवरी की आवश्यकता होती है और इसलिए ऐसे अवसर होते हैं जब त्रुटियां हो सकती हैं अवांछित त्रुटियां हो सकती हैं इसलिए जब इस तरह की चूक होती है तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देखते हैं ग्राहक के पास विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएं होती हैं ग्राहक या तो सार्वजनिक कार्रवाई कर सकता है और वह कौन सी है वे सेवा संगठन से शिकायत कर सकते हैं वे उपभोक्ता मंच में जा सकते हैं वे कुछ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं वे अन्य प्रकार के न्यायाधिकरणों या उपभोक्ता मंचो आदि पर शिकायत कर सकते हैं या वे अदालत में जा सकते हैं या वे किसी प्रकार की निजी कार्रवाई कर सकते हैं जो कि वे दूसरों को बता सकते हैं वे बस चुपचाप परिवर्तन कर सकते हैं वे किसी अन्य सेवा प्रदाता के पास जा सकते हैं उदाहरण के लिए मोबाइल सेवा में हम इसे मंथन कहते हैं इसलिए वे बस दूसरे के पास जा सकते हैं और प्रवेश बाधा या स्थानांतरण बाधा इन दिनों काफी कम है विशेष रूप से जब मोबाइल टेलीफोन सेवाओं में नंबर पोर्टेबिलिटी नियमों को प्रारंभ किया गया है इसलिए एक ग्राहक के लिए यह बहुत कठिन नहीं है पहले परिवर्तन करने में असुविधा यह थी कि आपका टेलीफोन नंबर कई दोस्तों और सहयोगियों और व्यावसायिक संपर्कों को ज्ञात था तो आप फोन नंबर को नहीं छोड़ सकते अब आप अपना फोन नंबर ले सकते हैं और किसी अन्य सेवा प्रदाता के पास जा सकते हैं तो आप बहुत शोर मचा कर ऐसा कर सकते हैं आप बहुत सारी शिकायतें कर सकते हैं या आप इसे चुपचाप कर सकते हैं और अंत में निश्चित रूप से आप बहुत सारे लोगों से इसके बारे में बात कर सकते हैं और जैसा कि हमने पिछले सत्र में चर्चा की थी पहले लोग 10 20 से बात कर सकते थे और अब सोशल मीडिया और इस तरह के आसानी से उपलब्ध प्लेटफार्मों के कारण एक नकारात्मक टिप्पणी या एक विशिष्ट शिकायत सामाजिक मीडिया के माध्यम से 1000 लोगों तक पहुंच सकती है इसलिए और निश्चित रूप से कई बार ग्राहक कोई कार्रवाई नहीं करते हैं वे उकसते हैं वे गाली देते हैं वे दुखी होते हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं करते हैं और ग्राहक की संतुष्टि और ग्राहक संबंध बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति या एक अच्छा स्रोत है जब ग्राहक सार्वजनिक कार्रवाई करता है जब ग्राहक शिकायत करता है और हम देखेंगे कि सेवाओं के व्यापार के अवसर के सबसे खतरनाक और व्यवसाय मौन हत्यारे यह है जब ग्राहक कोई कार्रवाई नहीं करता है हमने कि केवल 4 5 प्रतिशत ग्राहकों के बारे में चर्चा की वे वास्तव में शिकायत करते हैं तथा अधिकांश ग्राहक बिल्कुल भी शिकायत नहीं करते हैं वे शिकायत नहीं करते हैं सबसे पहले आइए देखें कि वे शिकायत क्यों करते हैं और जब वे शिकायत करते हैं तो वे क्या उम्मीद करते हैं वे निश्चित रूप से एक निवारण की उम्मीद करते हैं अक्सर वे उत्पीड़न के लिए या उनको हुई समस्या के लिए किसी प्रकार के मुआवजे की उम्मीद कर सकते हैं उनकी संख्या बहुत अधिक हो सकती हैं यह तब होता है जब उनके पास आपके मित्र के रूप में ग्राहक होता है यदि आपके पास पहले से ही संबंध रखने वाला ग्राहक है तो ग्राहक आपको सेवा में सुधार करने में मदद करने के लिए रचनात्मक तरीके से शिकायत कर सकते हैं जिससे आपको अंतराल खोजने में मदद मिल सके अब अप्रसन्न ग्राहकों को जैसा कि हमने देखा मेरा मतलब है कि उनमें से अधिकांश कोई भी कार्रवाई नहीं करते हैं उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की क्योंकि इसमें समय लगता है इसमें प्रयास करने पड़ते हैं प्रायः इस तरह की शिकायत यदि आमने सामने की जाती है तो अप्रिय है ग्राहक कभी कभी असहाय महसूस कर सकता है क्योंकि उन्हें लग सकता है कि शिकायतों के पश्चात भी उनका कोई मतलब नहीं है यह कई तरह की एकाधिकारवादी सेवाओं के साथ होता है जैसे बिजली वितरक और इसी तरह की अन्य सेवाएं ग्राहक महसूस करता है कि समय और प्रयास क्यों बर्बाद करना है क्योंकि मैं जो कुछ भी करूंगा उससे कुछ भी बदल नहीं जाएगा इसलिए परिणाम की कमी उस में आत्मविश्वास की कमी वास्तविक रूपमे शिकायत से कुछ सकारात्मक हो सकता है यह मुख्य प्रकार की चीजें वास्तव में ग्राहक को शिकायत करने से रोकती हैं यह शोध के माध्यम से भी पाया गया कि जो लोग उच्च सामाजिक आर्थिक स्थिति में हैं उनके द्वारा शिकायतें करने की अधिक संभावनाएं हैं और बड़ी संख्या में लोग जो आर्थिक पिरामिड की निचली श्रेणी में हैं वे शिकायत नहीं करते हैं वे विभिन्न अतीत के सामाजिक राजनीतिक कारणों से प्रायः अलग महसूस करते हैं ये वे लोग हैं जो उभरते हुए ग्राहक हैं वे सेवाओं के व्यवसायों में सभी व्यवसायों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं और ये वे लोग हैं जो अपने असंतोष के साथ आगे नहीं आते हैं और सभी व्यवसायों को आज इस क्षेत्र में ध्यान केंद्रित करना चाहिए कि ग्राहक को कैसे अपनी शिकायतों के बारे में समझाने के लिए मनाया जा सकता है क्योंकि ग्राहक अगर वे कंपनी से शिकायत नहीं कर सकते हैं लेकिन वे वास्तव में सामाजिक मीडिया पर अत्यधिक नकारात्मक टिप्पणियां प्रसारित कर सकते हैं वे दूसरों से बात कर सकते हैं और वे इसे सामाजिक मीडिया पर प्रसारित कर सकते हैं अतः इसलिए यह काफी नुकसानदेह हो सकता है और इसलिए कंपनियों को बहुत अच्छी टेलीफोन संपर्क सेवाएं बनानी चाहिए उन्हें एक कुशल इंटरनेट आधारित शिकायत सेवाओं का निर्माण करना होगा मुझे कल एक बहुत अच्छा अनुभव हुआ जब मैंने एक अमेज़ॅन पर कुछ सामान का ऑर्डर दिया था और डिलीवरी कूरियर हमारे कैंपस में आया और मुझे सामान वितरित नहीं कर सका क्योंकि कथित तौर पर वह मेरी इमारत नहीं खोज सका वह एक नया लड़का था ये कोरियर आईआईटी कैंपस में बहुत बार आते हैं लेकिन इस आदमी को इमारत बिल्डिंग नहीं मिली जो कुछ भी नया रहा होगा और फिर मुझे एक ईमेल मिला जिसमें कहा गया था कि प्रोडक्ट डिलीवर नहीं किया जा सकता और इसे अगले सप्ताह पहुंचा दिया जाएगा मैं काफी नाराज था और मैंने वापस संपर्क करने की कोशिश की और मुझे अपने सुखद आश्चर्य का पता चला कि जैसे ही मैंने अपनी शिकायत के स्वरूपको रखा और मैंने अपना मोबाइल नंबर दिया तो उन्होंने कहा कि आप तत्काल कॉल वापस चाहते हैं मैंने हाँ विकल्प का चयन किया और एक फोन के माध्यम से मुझसे संपर्क किया गया इसका मतलब है मुझे फोन नहीं करना था मैंने सिर्फ वेब पर यह फॉर्म भरा मैंने अपना फोन नंबर दिया और कुछ ही मिनटों में उनकी ग्राहक सेवा से कॉल आया और उन्होंने मेरी शिकायत सुनी और उन्होंने तुरंत उनके सामने मेरे द्वारा किए गए व्यवहारों की सूची आ गई उन्होंने कहा कि आप बहुत मूल्यवान ग्राहक हैं हम देखते हैं कि आप नियमित रूप से हमसे सामान मंगवाते रहे हैं और निश्चित रूप से यह एक विसंगति है देखते हैं कि क्या हम इसे किस प्रकार ठीक कर सकते हैं और आपको एक सप्ताह तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा हमें इसे ठीक करने के लिए हमें 2 दिन चाहिए और आज उस पैकेज को पहुंचा दिया गया था इसलिए 24 घंटे या उससे कम समय के भीतर वे एक नए वितरणकर्ता द्वारा की गई भूल का सुधार करने में सक्षम थे तो यह वास्तव में अंतिम मील पर बहुत अंत में है यह चूक हुई ई कॉमर्स को हम एक प्रणाली के रूप में जानते हैं कि वे अन्य विक्रेताओं से माल का क्रय करते हैं और इसके पश्चात वे उस विक्रेता से सीधा मुझ तक वितरण की व्यवस्था करवाते हैं और इस पूरी प्रणाली ने काफी अच्छी तरह से काम किया है सभी सूचनाएँ समय पर आ रही हैं पावती मेरे आदेश मुझे सूचित करते हुए कि यह अगले 3 दिनों के भीतर वितरित किया जाएगा और इतने पर उन सभी चीजों ने काम किया अंतिम क्षण में चूक अंतिम पंक्ति द्वारा की गई थी लेकिन यहां तक कि उस चूक को कुछ ही घंटों में ठीक कर लिया गया और फिर एक पुनः कॉल किया गया और एक पूछताछ में कहा गया कि क्या मुझे सामान मिला है और इससे खुश हूं आदि इस प्रकार की प्रक्रिया है जिनके द्वारा यदि आप वास्तव में ग्राहकों की शिकायतों को आसानी से सही कर सकते हैं और तत्पश्चात आपके पास एक त्वरित प्रतिक्रिया तथा प्रणाली का स्वीकृति आती है तो यह उस ग्राहक के साथ गहरा संबंध बनाने का अवसर है शोधकर्ताओं द्वारा स्वीकृति और प्रतिक्रिया पर पाया गया है ग्राहक जिन तीन चरण वाली प्रक्रिया को पसंद करते हैं उनमें प्रक्रियात्मक सहभागिता और जिनका परिणाम न्याय संगत हो इसका अर्थ है कि चाहे परिणाम यह हो कि शिकायत का निपटारा सही प्रकार से किया गया जैसा कि मेरे मामले में मेरे द्वारा मामले का वर्णन किया गया मुझे मेरा पैकेज मिला जिसे कल नहीं दिया गया था इसे आज और अच्छी स्थिति में वितरित किया गया है किंतु यह अपने आप मैं यदि ग्राहक सेवा प्रतिनिधि के साथ कोई बातचीत नहीं हुई होती यदि वह व्यक्ति उसे नहीं पहचान पाया था कि हां यह एक भूल है और हां हम इसका सही सुधार करेंगे और हां हमें यह देखना चाहिए कि क्या आपको उन्हें एक अवसर प्रदान करने आदि के लिए पुरस्कृत किया गया है अतः यह प्रक्रियागत बातचीत दोनों ही प्रकार से महत्वपूर्ण हैं केवल परिणाम पर ध्यान केंद्रित करना ही पर्याप्त नहीं है इसका आशय है आपको इसे सही प्रकार से करना होगा और आपको यह भी ज्ञात होना चाहिए कि आपने इसे सही करने के प्रयास में लगाया है और यही ग्राहकों के साथ संबंध बनाने के अवसर हैं इसलिए सेवा की पुनर्प्राप्ति ग्राहक को प्रसन्न करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है अतः यह एक विरोधाभासी स्थिति है यह एक विफलता है लेकिन यह विफलता इस मामले में दीर्घकालिक सफलता का कारण बन सकती है बेशक यदि आप एक बार और महसूस करते हैं कि यह विरोधाभास समाप्त हो जाएगा इसलिए यदि आप इसे शिकायत के पहले बिंदु पर सही तरीके से सुधार करने में सक्षम हैं और आप इस बातचीत और प्रक्रियात्मक न्याय चरणों के माध्यम से ठीक से संभालते हैं और आप परिणामों में सुधार कर लेते हैं तो यह दीर्घकालीन संबंधों को विकसित करने का एक अवसर है लेकिन कभी कभी त्रुटि गंभीर हो सकती है कभी कभी त्रुटि वास्तव में आपको ज्ञात हो जाता है जैसे कि आपने अपनी पत्नी के लिए या अपने बच्चों के लिए जन्मदिन का उपहार देने का आदेश दिया है और यह जन्म के 5 दिन बाद आता है फिर स्पष्ट रूप से पूरे अवसर पूरा बिंदु खो गया है या आपने एक महंगी साड़ी दी है आपके कपड़े धोने के लिए एक बहुत ही पसंदीदा पोशाक दी है और उन्होंने इसे खराब कर दिया है और जो विडंबनापूर्ण है तो आप एक नई साड़ी खरीद सकते हैं लेकिन यह नहीं होगा कभी भी आप उस पूरी पोशाक या पूरी साड़ी को आपके पास वापस न लाएं तो इस तरह की स्थिति में जहां वसूली संभव नहीं है वास्तव में निवारण बहुत मुश्किल है और यह वास्तव में सेवा संगठनों को संबंध विकसित करने की क्षमता को सीमित करेगा यह किसी विशेष संबंध को स्थायी रूप से नुकसान पहुंचा सकता है इसलिए सबसे अच्छी रणनीति यह है कि आप इसे पहली बार सही करें लेकिन यदि नहीं तो आप इसे सही से जमा करके देखें और यह सुनिश्चित करें कि यह दोबारा न हो इसलिए यदि आप ऐसा करने में असमर्थ हैं तो इस बात की संभावना है कि आप वास्तव में एक नकारात्मक स्थिति से बाहर सकारात्मक परिणाम प्राप्त करेंगे तो इस तरह के आरेख पूरी बात को समझाते हैं वे पहली बार सही काम करते हैं और सामान्य रूप से प्रभावी शिकायत से निपटने की प्रणाली है जो सेवा की शिकायतों की पहचान करती है और व्यक्ति की पहचान करती है और आप जानते हैं इस मामले में जैसा कि आप मेरी कल की स्थिति का वर्णन कर रहे हैं उन्होंने पहचान लिया कि मैं केवल एक नाराज ग्राहक नहीं हूं लेकिन मैं एक मूल्यवान ग्राहक हूं और यह व्यक्त करता हूं कि वे बहुत शांति से बताते हैं कि आपके पिछले 5 वर्षों के साथ हमारे दीर्घावधि संबंधों का गहरा महत्व है और हमने देखा है कि कैसे और आप जानते हैं सर की हमने हर बार तथा पिछले छह स्थानों पर आपको आपूर्ति दी है और यह केवल एक अस्थाई विफलता और फिर अप्रत्याशित विफलता है यह उस प्रकार के संबंध है जब वे इसे प्रदान करते हैं और जब मैं वेबसाइट पर देखता हूं कि मैं उस व्यक्ति से बात कर रहा हूं जिसे निश्चित रूप से ना केवल शिकायतों की पहचान हे बल्कि यह वास्तव में व्यक्ति की पहचान भी है और फिर यह शिकायत का प्रभावी ढंग से समाधान भी है और फिर बहुत महत्वपूर्ण है कि यह पुनर्प्राप्ति अनुभव आपकी संगठनात्मक प्रणाली प्रतिपुष्टि करें ताकि यह ध्यान रखा जा सके कि अगली बार जब वितरण किया जा रहा हो तो यह एक प्रक्रिया के रूप में हो जो एक नए वितरक को पूर्व सूचना दे की गंतव्य पर कैसे और किस तरह पहुंचा जाए इसलिए नई प्रणाली में समंको का होना आवश्यक है ताकि जब उन लोगों जिन्होंने मुझे पूर्व में पैकेजो का वितरण किया है और अब नया व्यक्ति आता है तो उस व्यक्ति को पिछले अनुभवों का लाभ मिलना चाहिए यदि आपने बैक स्टेज तकनीकी प्रक्रिया को अच्छी तरह से विकसित किया है जैसा कि आप देख सकते हैं इसलिए यदि आप नौकरी सही समय पर करते हैं पहली बार सही और फिर इस प्रभावी शिकायत को संभालना है तो वफादारी विकसित करने के लिए संतुष्टि और निष्ठा का कार्य क्षेत्र बढ़ जाता है और सेवा की शिकायत के चरण में यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि आप एक आंतरिक शोध यह पता लगाने के लिए करें कि ऐसा क्यों हुआ इस त्रुटि के आरंभ होने का स्रोत क्या था तो यह है किंतु हम शिकायत को अवसर प्रदान करने वाली संस्कृति के नाम से पुकारते हैं इसलिए हमें पूरे संगठन को ग्राहक सहायता विभाग से आने वाली प्रतिपुष्टि के प्रति संवेदनशील होना चाहिए और उन्हें सभी को तुरंत तैयार करना चाहिए और इसे प्राथमिकता के रूप में लेना चाहिए और आपको इन उदाहरणों का उपयोग करना चाहिए तो इन मामलों में शामिल सभी अलग अलग लोगों के लिए एक प्रशिक्षण अवसर के रूप में कि जब यह सफल हुआ यह असफल क्यों हुआ और इसे कैसे एक सफलता प्रतिमान के रूप में प्रस्तुत किया गया ये मानव संसाधन प्रबंधन के लिए आपके बैकस्टेज नेपथ्य और फ्रंट स्टेज के लोगों के कौशल को विकसित करने और समन्वय प्रक्रियाओं को विकसित करने के अवसर हैं इसलिए संक्षेप में यह वह विरोध या रोक है जो संतुष्ट ग्राहकों को वैमनस्य से भुगतान की शिकायत या असुविधाजनक संदेह के बारे में संतुष्ट करती है और इन सभी मुद्दों पर हमारी प्रणाली द्वारा ध्यान रखना चाहिए इसलिए आपके पास अच्छी टेलीफोन संपर्क प्रणाली होनी चाहिए आपके पास एक अच्छी इंटरनेट वेब आधारित प्रणाली होनी चाहिए यह ईमेल के द्वारा दिया गया दैनिक उत्तर नहीं होना चाहिए जिसमें यह कहा जाए कि हमें आपकी शिकायत मिली है और हम 48 घंटों में जवाब देंगे आप वास्तव में एक अच्छा इंटरनेट वेब और टेलीफ़ोन इंटरफ़ेस बनाते हैं जहाँ आप आसानी से अगले कुछ मिनटों में व्यक्ति को कॉल कर सकते हैं या यदि अगले कुछ मिनटों में नहीं अगले कुछ घंटे और 24 घंटों में नहीं और 48 घंटों और मामलों को इस प्रकार उजागर करते हैं जिस तरह से यह निवारण आपकी प्रणाली में होता है ताकि लोगों को कम शक हो कि अगर शिकायत होगी और कुछ नहीं होगा तो इस संदिग्ध भुगतान को आपकी सेवा ब्रांड निर्माण दृष्टिकोण में भी संबोधित किया जाना चाहिए और यह बहुत महत्वपूर्ण है कि कैसे सभी संभावनाओं को नापसन्द किया जाए यह वह मुद्दा है जिस पर हम पहले चर्चा कर चुके हैं जब हमने सेवाओं में लोगों के मुद्दों के बारे में चर्चा की थी लेकिन ग्राहक परेशान होगा ग्राहक नाराज होगा और उस क्रोध का जवाब गुस्से से नहीं दिया जाना चाहिए उस गुस्से या शिकायत पर असंतोष को तथ्य की समानुभूति के साथ शांति से संभालना चाहिए इसलिए यही कारण है कि पिछले कुछ सत्रों में जब हमने अपनी सेवा की गुणवत्ता पर चर्चा की तो हमने समानुभूति को एक मजबूत बिंदु बनाया एक समानुभूति जैसा कि पूर्व में बताया गया किसी भी स्थिति को दूसरे दृष्टिकोण से देखने की क्षमता है यही कारण है कि TEARR में सेवाओं की गुणवत्ता के पांच आयामों में समानुभूति का एक महत्वपूर्ण स्थान हैं और निश्चित रूप से इन बाधाओं का उपयोग करने की हमारी रणनीतियाँ आपकी स्क्रीन पर भी हैं जिस तरह से मैंने चर्चा की थी जो प्रतिक्रिया को आसान बनाती है जो हमें आश्वस्त करे की प्रतिपुष्टि को गंभीरता से लिया गया है यह देखें कि यह वास्तव में गंभीरता से लिया गया है उन मामलों को उजागर करें ग्राहक को सामाजिक मीडिया पर जाने और सकारात्मक पुनर्प्राप्ति के बारे में बात करने के लिए प्रोत्साहित करें क्योंकि जैसा कि हमने पहले शोध स्रोत पर फिर से चर्चा की थी कि बहुत कम ग्राहक वापस जाते हैं और सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हैं कई और लोगों द्वारा नकारात्मक प्रतिक्रियाएं दी जाती हैं इसलिए सकारात्मक प्रतिक्रिया देने के लिए ग्राहक को प्रोत्साहित करना और कहना है कि साहब क्या आप संतुष्ट हैं और ग्राहक से अनुरोध करें कि वह किसी तरह की टिप्पणी या कुछ और दें और देखें कि यह सामान्य कार्ड आदि आंतरिक लोगों के साथ साथ उन स्थानों पर पहुंचें जब बाहरी संचार हेतु प्रयोग के लिए अनुमति प्राप्त हो जाए तो प्रतिक्रिया का अनुभव ग्राहक और सेवा प्रदाता दोनों के लिए सकारात्मक बनाएं और इसलिए प्रभावी सेवा पुनर्प्राप्ति को सक्षम करने के लिए ग्राहक की शिकायत से पहले मौके पर सक्रिय रहें या तुरंत प्रतिक्रिया दें विभिन्न विफलताओं का डेटा बेस बनाकर पुनर्प्राप्ति प्रक्रिया की योजना बनाएं ताकि आपको विफलता के लिए इधर उधर न होना पड़े क्या करना है इसके बारे में आप पहले से ही जानते हैं कि यदि x होता है तो y और z उस शिकायत या उस चूक को संभालने के लिए सबसे अच्छी विधि हैं और इन वस्तुओं में से एक है कि यदि आपका संगठन सेवा पुनर्प्राप्ति प्रणाली बनाने के बाद अच्छी तरह से सुसज्जित है तो आप इस सेवा की गारंटी दे सकते हैं बहुत कम ही सेवा कंपनियां इस तरह बिना शर्त की गारंटी प्रदान करती है इसलिए यदि आप बहुत स्पष्ट सरल बिना शर्त गारंटी देने में सक्षम हैं तो आपका सेवा ब्रांड अत्यधिक मजबूत होगा किंतु इसे बिना शर्त आसान बनाने के लिए सूचनाएं प्रदान करना तथा बिना शर्त गारंटी को परिचालन में लाना महत्वपूर्ण है आपको इस बात के प्रति स्पष्ट होना चाहिए कि जहां आपके पास आवश्यकता है आपका संगठन आपके साथ है और आप उस तरह की गुणवत्ता की सेवाएं प्रदान करते हैं जहां आप इस प्रकार की गारंटी दे सकते हैं तो गारंटी अलग अलग तरीकों से दी जा सकती है यह एक विशेष भाग के लिए एक चर से संबंधित विशिष्ट गारंटी हो सकती है जोकि अपवाद हो सकती है तथा इसे स्पष्ट किया जाना चाहिए यह बहू विशेषता वाली भी हो सकती है इसमें 3 माह के भीतर तत्काल प्रतिस्थापन के लिए विभिन्न वस्तुओं की गारंटी के विभिन्न मार्ग हो सकते हैं कुछ कूपन भी दिए जा सकते हैं इसलिए यदि आपका पैकेज खो गया है और इस स्थिति में कूपन तुरंत दे दिया जाएगा अतः उड्डयन जैसी सेवा में आप देखेंगे कि ये सभी अलग अलग सेवा गारंटी आपके सामान के नुकसान के संबंध में साथ ही साथ देरी के संबंध में अलग अलग दिए गए हैं और अगर उड़ान में देरी हो रही है और आपको रात भर रुकना है तो वे आपको सर्वाधिक एयरलाइंस अच्छी एयरलाइंस आपको एक निवारण प्रदान करेगी वे मौके पर हैं या यदि उड़ान में देरी हो रही है तो भोजन और पेय और नाश्ता और अन्य सेवाएं समय पर उपलब्ध कराई जाएंगी इसलिए वे गारंटी के विभिन्न वर्गों में हैं स्पष्ट है यह बहुत मुश्किल है यह प्रदान करने के लिए बहुत मुश्किल है बिना शर्त गारंटी या समग्र गारंटी क्योंकि जब तक आपके पास अच्छी गुणवत्ता का स्तर नहीं है जब तक कि आप बहुत स्पष्ट नहीं हैं कि हम निष्पादित करने में सक्षम हैं तो उस तरह की गारंटी देने का कोई मतलब नहीं है इसलिए हमें बाह्य रूप से इस प्रकार की गारंटी प्रदान करने में सक्षम होने के लिए आंतरिक रूप से समकालीन होना चाहिए इसलिए संक्षेप में जब ग्राहक असंतुष्ट हैं तो वे अलग अलग कार्रवाई कर सकते हैं लेकिन बहुत कम लोग कार्रवाई करते हैं लेकिन अगर वे कार्रवाई करते हैं तो देखें कि वे प्रोत्साहित हैं और आपकी प्रक्रिया आसान है किंतु वे किसी सार्वजनिक मंच पर जाकर शिकायत करने के स्थान पर आपको ही सीधा शिकायत करें और यहां तक कि अगर वे यह करते हैं और सार्वजनिक मंच पर शिकायत करते हैं तो आपके पास फेसबुक पोस्टिंग पढ़ने के लिए ट्विटर पोस्टिंग पढ़ने के लिए एक तंत्र होना चाहिए और ऐसे लोग भी होने चाहिए जो इन कामों को करने के लिए ही काम कर रहे हैं इसलिए आप तुरंत नकारात्मक रुझानों को देख सकते हैं और उन लोगों को संबोधित कर सकते हैं और यदि सेवा को समय और कुशलता से पुनर्प्राप्त किया जा सकता है तो यह वास्तव में एक संबंध बनाने का अवसर पैदा करता है जिसे हम सेवा मिथ्याभास कहते हैं लेकिन यह बहुत स्पष्ट है कि अगर वह समस्या फिर से होती है अगर वह चूक फिर से होती है तो यह अब एक विरोधाभास नहीं है कि वास्तव में आपके रिश्ते को नुकसान पहुंचाता है इसलिए इसे स्पष्ट होना चाहिए और इसे पहली बार सही और हमेशा सही करना बेहतर है